इस मॉड्यूल में हम सॉल्वर का उपयोग करके रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करेंगे अब तक इस कोर्स में हमने रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या परिवहन समस्या और विशेष एल्गोरिदम का उपयोग करके असाइनमेंट समस्या को हल किया है हमने LP कम्प्यूटेशनल पद्धति बीजगणितीय विधि और सिंपलेक्स एल्गोरिथ्म का उपयोग करते हुए हाथ की गणनाओं का उपयोग करके हल किया है अब बड़ी रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याएं बड़ी परिवहन समस्याएं और असाइनमेंट समस्याएं उन्हें हाथ से हल करना मुश्किल है हमें सॉल्वर्स की आवश्यकता है और इसमें बहुत सारे सॉल्वर हैं जो उपलब्ध हैं वाणिज्यिक सॉल्वर उपलब्ध हैं ओपन सोर्स सॉल्वर उपलब्ध हैं और LP सॉल्वर के अन्य रूप भी उपलब्ध हैं अब हम एक्सेल सॉल्वर का उपयोग करेंगे और मैं एक्सेल सॉल्वर का उपयोग करके रेखीय प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने का तरीका प्रदर्शित करूँगा एक्सेल स्प्रेडशीट पर इन रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को लिखने और उन्हें हल करने के लिए आपको एक वैध एक्सेल की आवश्यकता है तो आइए हम इसे उसी उदाहरण का उपयोग करके समझते हैं जिसका हमने रैखिक प्रोग्रामिंग में उपयोग किया है तो 3X1 3X2 ≤ 21 और 4X1 3X2 ≤ 24 के अधीन 10X1 9X2 को अधिकतम करें तो यह उदाहरण है जो हम हल करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा एक्सेल स्प्रेडशीट का उपयोग करके इसे कैसे हल किया जाता है अब जब हम इस स्प्रेडशीट को खोलते हैं तो कई होते हैं और हम डेटा पर क्लिक करते हैं जो यहाँ उपलब्ध है और आप सॉल्वर को ढूंढते हैं जो यहाँ लिखा है यदि आपके पास इस समय जो संस्करण है वह सॉल्वर का समर्थन नहीं करता है तो आपको सॉल्वर को जोड़ना होगा तो आपको संस्करण के आधार पर ऐड इन्स का उपयोग करना चाहिए अब फ़ाइल से जाने का एक तरीका होगा और फिर हम विकल्पों ऑप्शंसoptions पर गौर कर सकते हैं और विकल्पों ऑप्शंसoptions में से हम ऐड इन्स कर सकते है और फिर हम माइक्रोसॉफ्ट सोलवर एडेंड कर सकते है और फिर जब हम हाँ कहते हैं तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट सोलवर दिखाई देता है तो सॉल्वर एक्सेल शीट के हिस्से के रूप में आता है अब मैं इस सॉल्वर का उपयोग करने जा रहा हूं एक ही सॉल्वर के छोटे या सरल संस्करण भी हैं जो एक निश्चित अवधि तक डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है और आप उन्हें मुफ्त डाउनलोड में कर सकते हैं और आप सॉल्वर का उपयोग कर सकते हैं अब यह एक्सेल के साथ एक सॉल्वर ऐड इन है तो मैं इसका उपयोग करने जा रहा हूं आप इस सॉल्वर का एक मुफ्त रूप से उपलब्ध डाउनलोड भी उपयोग कर सकते हैं जिसे आप एक निश्चित अवधि के लिए उपयोग कर सकते हैं तो आइए वही दो वेरिएबल के साथ रैखिक प्रोग्रामिंग को लेते हैं और उन्हें हल करने का प्रयास करते हैं तो मैं दो वेरिएबल को X1 और X2 के रूप में लिखने जा रहा हूं तो मैं इन वेरिएबल को X1 और X2 के रूप में लिखने जा रहा हूं तो मैं उन्हें यहां X1 और X2 के रूप में लिख रहा हूं तो शुरू करने के लिए मैं सिर्फ उन्हें कुछ मान वैल्यूvalue देता हूं जो 2 और 3 है मैं उन्हें केवल दो मान वैल्यूvalue दे रहा हूं अब मेरा उद्देश्य फंक्शन अधिकतम करना है तो मैं सिर्फ यह दिखाने के लिए अधिकतम लिख रहा हूं कि मैं अधिकतम कर रहा हूं अब फ़ंक्शन जो कि हम इस समस्या के लिए अपने उद्देश्य फ़ंक्शन को अधिकतम कर रहे हैं 10X1 9X2 हैं तो मैं यहां गुणांक 10 और 9 लिख रहा हूं तो मैं 10X1 9X2 को अधिकतम कर रहा हूं तो मैं यह बताने के लिए कि मैं अधिकतम कर रहा हूं मैं यहां एक अधिकतम लिखता हूं तो जो मैं यहां अधिकतम कर रहा हूं वह 10X1 के बराबर है और जो वैल्यू मूल्यमान मैंने दिए हैं वह 2 और 3 है उद्देश्य फ़ंक्शन वैल्यू 47 है जो 10X19X2 है जो 47 है अब मेरे पास दो कंस्ट्रेंट हैं पहला कंस्ट्रेंट 3X1 3X2 4 ≤ 21 है और दूसरा कंस्ट्रेंट 4X1 3X2 ≤ 24 है तो मैं इन 2 पोजीशन में दो कंस्ट्रेंट को लिखने जा रहा हूं तो यहाँ मैं पहले कंस्ट्रेंट का LHS लिखने जा रहा हूँ तो पहले कंस्ट्रेंट का LHS 3X1 3X2 के बराबर है तो यह 3 गुणा X1 का मूल्य प्लस यह 3 गुणा X2 का मूल्य जो 3 मेरे LHS की तरफ है तो यह X1 और X2 के दिए गए मानों के लिए 3X1 3X2 है जो कि 2 और 3 हैं तो 3X1 3X2 ≤ 21 है मेरा अगला कंस्ट्रेंट 4X1 3X2 ≤ 24 है तो मैं LHS 4X1 3X2 लिखता हूं जो 17 है तो अब यह ≤ 24 होना चाहिए तो मैंने अब इस शीट पर LP बनाया है मैंने परिभाषित किया है मैंने दो डिसीजन वेरिएबल decision variablesनिर्णय चर को X1 और X2 के रूप में नाम दिया है और मैंने वेरिएबल के लिए कुछ मनमाने मानमूल्य दिए हैं जो 2 और 3 हैं इस पोजीशन में मैंने उद्देश्य फ़ंक्शन को परिभाषित किया है जो 10X1 9X2 का मान है जो 47 लेता है जब X1 X2 2 और 3 है दो कंस्ट्रेंट हैं यह भाग दो कंस्ट्रेंट का प्रतिनिधित्व करता है जो यहाँ हैं तो पहला कंस्ट्रेंट 3X1 3X2 ≤ 21 है और दूसरा कंस्ट्रेंट 4X1 3X2 ≤ 24 का मान है हमने अभी समस्या खड़ी की है हमने इसे अनुकूल नहीं किया उदाहरण के लिए यदि मैं इस मान को 6 में बदल देता हूं तो आपको पता चलता है कि यह 27 हो जाता है यह 33 हो जाता है और एकमात्र चीज मैं अभी बता सकता हूं कि समाधान 63 व्यवहार्य नहीं है क्योंकि LHS RHS से अधिक या बराबर हैं मैंने अभी तक उन्हें अनुकूलित नहीं किया है तो मैं जो भी मूल्य देता हूं LHS की गणना की जा सकती है उद्देश्य फ़ंक्शन की गणना की जा सकती है अब हमें इस समस्या को हल करना है जिसका अर्थ है हमें इस 6 और 3 पोजीशन का सही मान प्राप्त करना चाहिए हमें सही मान मिलना चाहिए तो मैं क्या करूं मैं अब सॉल्वर को याद करता हूं तो मैं डेटा पर जाता हूं और मैं इस सॉल्वर पर क्लिक करता हूं और मुझे कुछ ऐसा मिलता है तो मैं इसे पर्याप्त रूप से आगे बढ़ाता हूं तो मेरा उद्देश्य फ़ंक्शन जो 10X1 9X2 है इस पोजीशन में दिया गया है तो मैं यहां क्लिक करता हूं यह पोजीशन B4 पोजीशन मेरा उद्देश्य फ़ंक्शन है तो मैं वहां क्लिक करता हूं उद्देश्य फ़ंक्शन इस पोजीशन में है और यह उद्देश्य फ़ंक्शन मैक्सिमाइज मतलब अधिकतम करने के लिए है तो मैं मैक्सिमाइज क्लिक करता हूं यहां एक मैक्सिमाइज है जिसे आप देखेंगे जब आप इसे वास्तव में करते हैं और आप उस मैक्सिमाइज पर क्लिक करते हैं अब वेरिएबल सेल को बदलने वाली एक और चीज़ है जिसका अर्थ है वे कौन सी पोजीशन है जो वेरिएबल के करेस्पॉन्ड हैं अब ये दो पोजीशन B3 और C3 वेरिएबल के करेस्पॉन्ड हैं तो मैं यहां क्लिक करता हूं और फिर शिफ्ट का उपयोग करता हूं और इसे यहां स्थानांतरित करता हूं अब मुझे यहां B3 और C3 पोजीशन के रूप में मिलता है अब जब आप इसे करते हैं तो आप इसे देख पाने में समर्थ होंगे भले ही इस समय छोटे आकार के कारण आप इसे देख पाने में असमर्थ हों तो B3 और C3 यहां लिखे गए है अब मैंने उद्देश्य फ़ंक्शन पोजीशन को परिभाषित किया है मैंने परिभाषित किया है कि यह मैक्सिमाइजेशन है और मैंने वेरिएबल की पोजीशन को भी परिभाषित किया अब मुझे कंस्ट्रेंट को जोड़ना होगा तो मैं उस चीज़ पर जाता हूं जो दाहिने हाथ की तरफ एक ऐड है यहां एक ऐड बटन है तो मैं यहाँ इस बटन को क्लिक करता हूँ और मुझे इस तरह की एक दूसरी विंडो मिलती है तो मैं पहले कंस्ट्रेंट पर जाता हूं यह पहले कंस्ट्रेंट के बाएं हाथ की तरफ है तो मैं यहां क्लिक करता हूं मेरा पहला कंस्ट्रेंट पोजीशन B6 द्वारा दिया गया है अब यह से कम या बराबर है तो मैं इस पोजीशन में वापस जाता हूं और के बराबर या उससे कम पर क्लिक करता हूं जो पहले ही वहां है और RHS की पोजीशन यहां है जो कि D6 है तो मैं D6 पोजीशन पर क्लिक करता हूं RHS D6 है तो यह मेरा पहला कंस्ट्रेंट है और मैं इसमें पहला कंस्ट्रेंट जोड़ता हूं अब में दूसरे कंस्ट्रेंट पर जाता हूं दूसरे कंस्ट्रेंट की LHS B7 पोजीशन है तो सेल रिफरेंस के अंतर्गत मैं इसे क्लिक करता हूं तो मुझे B7 पोजीशन मिलती है डिफ़ॉल्ट रूप से मेरे पास से कम या बराबर है तो मैं इसे वैसे ही रखता हूं कंस्ट्रेंट का RHS D7 है तो मैं D7 प्राप्त करने के लिए वहां क्लिक करता हूं तो मैं जोड़ता हूं अब मैंने दोनों कंस्ट्रेंट को जोड़ दिया है तो मैं इससे बाहर आता हूं तो मैं बाहर आने के लिए इसे कैंसिल करता हूं अब समस्या यहां परिभाषित की गई है अब उद्देश्य अथवा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सेट ऑब्जेक्टिव के तहत दिखाया जाता है जिसे आप शीट में देख सकते हैं यदि आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं वह पोजीशन B4 है मैक्सिमाइजेशन पर क्लिक है वेरिएबल पोजीशन B3 और C3 हैं जिन्हें क्लिक किया गया है दो कंस्ट्रेंट B6 ≤ D6 और B7 ≤ D7 हैं अब हम यहां ऑप्शंस पर जाते हैं और फिर हम रख सकते हैं कई ऑप्शंस मतलब विकल्प हैं जो वहां हैं तो हम वापस जाएंगे और ऑटोमेटिक स्केलिंग करेंगे और हम इसे वैसे ही रख सकते हैं हमें वास्तव में ऑप्शंस की इतनी अधिक जांच करने की आवश्यकता नहीं है तो इस समय यह रखने के लिए पर्याप्त है और जरूरी नहीं कि विकल्प ही हों तो समस्या निर्धारित की गई है और हम हल करने के लिए तैयार हैं तो एक बटन है जो सॉल्व है तो उस बटन पर क्लिक करें और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको समाधान मिल जाता है सॉल्वर ने पहले ही आपको 66 मूल्य के साथ X1 3 X2 4 देने के लिए इसे हल कर दिया है तो यहां कुछ और जिसे कीप द सॉल्वर सोल्यूशन कहा जाता है जिसे आप कर सकते हैं आप यहां कुछ रिपोर्ट भी बना सकते हैं तो आप आंसर नामक एक रिपोर्ट बना सकते हैं तो उस आंसर पर क्लिक करें और ओके दबाएं यह यहां एक रिपोर्ट बनाता है जिसे आंसर रिपोर्ट 1 कहा जाता है जिसे आप नीचे देख सकते हैं फिर से इसे हल करें एक और बार हल करें आपको एक ही समाधान मिलता है अब सेंसटिविटी संवेदनशीलता नामक इस रिपोर्ट को बनाएं और ओके क्लिक करें तो यह सेंसटिविटी रिपोर्ट बनाता है तो हमने अब दो रिपोर्ट बनाई हैं जो यहां हैं हम पहले से ही जानते हैं कि समाधान X1 3 X2 4 है जिसका उद्देश्य फ़ंक्शन मूल्य 66 के बराबर है तो यदि आप आंसर रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको X1 3 मिलेगा फाइनल वैल्यू मतलब अंतिम मूल्य 3 है X2 के लिए फाइनल वैल्यू 4 है आप इन दो वैल्यू को देख सकते हैं जो यहां हैं 3 और 4 वास्तव में यहां हैं तो अब आप देखते हैं कि X1 की फाइनल वैल्यू 3 है X2 की फाइनल वैल्यू 4 है तो यह उत्तर है ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू फाइनल वैल्यू 66 है जो हमें अपने उत्तर में मिली अब हम इस शीट पर वापस जाते हैं शीट 1 जब 3 और 4 समाधान हैं मान के साथ 66 के बराबर है सेंसटिविटी रिपोर्ट भी हमें कुछ बताती है वास्तव में हम इस पर जाते हैं हम आंसर रिपोर्ट पर जाते हैं हम दो और चीजों को भी देखते हैं यह ऐसा भी कहता है कि पहेली सेल बाध्यकारी है तो सेल वैल्यू 21 है स्लैक 0 है दूसरी सेल वैल्यू 24 है स्लैक 0 है जिसका मतलब है कि समाधान 3 4 सभी 21 और 24 संसाधनों का उपयोग करता है तो यह भी है यहां है जिसे कि हम इसमें देख सकते हैं तो हम उद्देश्य फ़ंक्शन की वैल्यू देखते हैं हम समाधान देखते हैं हम यह भी देखते हैं कि दोनों कंस्ट्रेंट समीकरण के रूप में संतुष्ट हैं संदर्भ समय 1540 अब हम फिर से एक और रिपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं हम इसको हल करते हैं एक और बार और फिर हमें एक और रिपोर्ट मिलती है जिसे लिमिट कहा जाता है और हम देखते हैं यदि लिमिट रिपोर्ट में से कुछ बनाया जा सकता है तो वर्तमान में हमने इस समस्या को हल किया है और हम इसका समाधान देने के लिए आंसर रिपोर्ट का उपयोग करते हैं जो कि 66 की फाइनल वैल्यू है X1 3 और X2 4 हमें 66 की फाइनल वैल्यू प्रदान करते है तो इस प्रकार हम मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव अर्थात अधिकतम उद्देश्य के लिए रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल करते हैं संदर्भ समय 1647 एक बार जब हम समस्या को सेट करते हैं तो आप सॉल्वर पर क्लिक कर सकते हैं और समाधान प्राप्त करने के लिए इसे हल कर सकते हैं जिसे X1 3 X2 4 के साथ उद्देश्य फ़ंक्शन मान 66 के बराबर दिया गया है अब मैं एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम अर्थात न्यूनतम समस्या की व्याख्या करता हूं जिसे वास्तव में हमने हल किया है तो अब हम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम न्यूनतम समस्या पर जाते हैं जिसे हम हल कर सकते हैं तो यह समस्या है जिसे हम हल कर रहे हैं मैं इसे आपके लिए ज़ूम करूंगा तो हमारे द्वारा हल की गई मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम मिनिमाइज करती है यह X1X2 ≥ 4 5X12X2 ≥ 10 X1 X2 ≥ 0 के लिए 7X1 5X2 को मिनिमाइज करता है तो अब हम इस समस्या के लिए शीट बनाते हैं अब हम दो वेरिएबल को परिभाषित करते हैं मैंने अभी उन्हें Y1 और Y2 के रूप में परिभाषित किया है हम X1 और X2 का भी उपयोग कर सकते हैं उसमे कोई समस्या नहीं है संदर्भ समय 1821 हम कुछ मनमानी वैल्यू दे सकते हैं हम यहाँ कुछ वैल्यू दे सकते हैं हम 3 देते हैं और हम यहाँ एक और वैल्यू 5 देते हैं अब मैंने कुछ दो मनमानी वैल्यू दी है दो कंस्ट्रेंट हैं पहला कंस्ट्रेंट हम उद्देश्य को मिनिमाइज करते हैं तो एक फ़ंक्शन का उद्देश्य है जो मैंने यहां लिखा है आप 7 x पोजीशन B3 5 x पोजीशन C3 देख सकते हैं पोजीशन B3 और C3 Y1 और Y2 के लिए दी गई वैल्यू है जो वेरिएबल हैं तो वर्तमान ऑब्जेक्टिव फंक्शन 46 है इसी तरह से मैंने दो कंस्ट्रेंट को लिखा है पहला कंस्ट्रेंट X1X2 ≥ 4 है मैंने लिखा है जब मैं इस X1 X2 का उपयोग करता हूं तो यह वास्तव में पोजीशन B3 x 1 X1X2 1 गुणा X1 1 गुणा X2 8 है यह 5 गुणा 3 2 गुणा 5 25 है तो दूसरा कंस्ट्रेंट 5X1 2X2 है जो कि ≥ 10 है तो अब मैं इस समस्या के लिए सॉल्वर को बुला रहा हूं मैं डेटा पर जाता हूं और मैं सॉल्वर को बुलाता हूं मैं पहले ही यहां सब कुछ कर चुका हूं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस पोजीशन पर सेट किया गया है जो कि B5 है वैरिएबल सेल पोजिशन B3 और C3 हैं जो यहां हैं दो कंस्ट्रेंट को पहले से ही जोड़ा गया है और वे से अधिक या बराबर कंस्ट्रेंट हैं तो अब मैंने कुछ मनमानी वैल्यू 3 और 5 दी हैं अब मैं Y1 0666 Y2 3333 प्राप्त करने के लिए इसे हल करता हूं वास्तविक वैल्यू 23 और 103 हैं और यह 643 है तो 143 503 643 है और अब आप देखते हैं कि दोनों कंस्ट्रेंट समीकरणों के रूप में संतुष्ट हैं और इष्टतम समाधान Y1 23 Y2 103 है और वैल्यू 643 है तो इस प्रकार मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम या न्यूनतम समस्या का समाधान करते हैं तो चाहे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम अधिकतम समस्या हो या मिनिमाइजेशन न्यूनतम प्रॉब्लम हो आप समस्या को इस प्रकार सेट कर सकते हैं जैसा कि यहाँ है पहला भाग शीट पर समस्या लिखना है तो आप वेरिएबल को परिभाषित करते हैं महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ मनमानी वैल्यू देना है फिर उन वैल्यू के संदर्भ में उद्देश्य फ़ंक्शन लिखें जो आपने वेरिएबल को दिए हैं कंस्ट्रेंट को लिखें फिर सॉल्वर को बुलाए और फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन या उद्देश्य फ़ंक्शन के लिए पोजीशन सेट करें जो कि पोजीशन B5 है वेरिएबल के लिए पोजीशन निर्धारित करें जो B3 और C3 है और फिर सॉल्वर में कंस्ट्रेंट लिखें सॉल्वर पोजीशन से सही असमानता का उपयोग करें और इस का उपयोग करें और फिर एक बार जब आप सॉल्वर को बुलाते हैं और सॉल्वर इसे हल करने के लिए कहता है तो आपको यह समाधान मिलेगा तो इस प्रकार हम रैखिक प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करते हैं और अगली कक्षा में हम इन प्रोग्रामिंग समस्याओं को हल करने के और उदाहरण देखेंगे हम उन कुछ समस्याओं को भी हल करने का प्रयास करेंगे जिन्हें हमने कोर्स के शुरुआत में बनाया था उन समस्याओं के समाधान कैसे दिखते हैं